आपका स्वागत है अब हम रूटिंग के बारे में कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं अब हम फ्लोर प्लानिंग के मुद्दों पर और प्लेसमेंट विभाजन की उप समस्या के साथ जहां भी आवश्यक हो पर चर्चा कर चुके हैं अब हम रूटिंग के बहुत महत्वपूर्ण चरण को देखेंगे और जानेंगे कि यह क्यों आवश्यक है और रूटिंग के विभिन्न प्रकार क्या हैं तो हम ग्रिड रूटिंग नामक चीज़ से शुरुआत करते हैं तो चलिए शुरुआत करने के लिए रूटिंग की मूल समस्या देखते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा है कि सेल प्लेसमेंट पूरा होने के बाद सेल या मॉड्यूल को सिलिकॉन फ्लोर पर रखा जाता है हमें नेट के विनिर्देश के अनुसार सभी पिनों को आपस में जोड़ना होगा इस प्रक्रिया को रूटिंग कहा जाता है अब एक बार जब आप रूटिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं आप वास्तव में पिनों के बीच चलने वाले तारों के लिए सटीक मार्ग निर्धारित करते हैं ताकि उन्हें कनेक्ट किया जा सके अब आमतौर पर यह मार्ग सिलिकॉन में धातु की परतों पर किया जाता है इसलिए आधुनिक वीएलएसआई तकनीक में कई धातु की परतें हैं जिनका उपयोग विभिन्न पिनों को आपस में जोड़ने के लिए किया जा सकता है जो नेट पूरा करने के लिए आवश्यक हैं अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि रूटिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विशिष्ट चिप में अंतर कनेक्शन हमें लगभग 30 प्रतिशत या डिज़ाइन समय के साथ साथ उस पर क्षेत्र के ओवरहेड तक ले जा सकता है इसलिए रूटिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसे अत्यंत महत्व दिया जाना चाहिए और एक अच्छा राउटिंग कदम के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट हमें न केवल छोटे डिजाइन समय बल्कि कॉम्पैक्ट लेआउट क्षेत्र भी देगा इसलिए राउटिंग के लिए मुख्य उद्देश्य तारों को लेआउट करने के लिए आवश्यक कुल क्षेत्र को कम करना है इसलिए मोटे तौर पर हम 3 अलग अलग तरह के रूटिंग के बारे में बात करेंगे तो हम संक्षेप में देखते हैं कि ये 3 अलग अलग मार्ग प्रक्रियाएं क्या हैं अब मूल समस्या वही है हमारे पास ब्लॉक या मॉड्यूल का एक सेट है जो एक सतह 2 आयामी सतह पर रखा गया है और हमें कुछ पिंस को उनके बीच से जोड़ना है तो इस समस्या को 3 वर्गों या श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है एक को क्षेत्र रूटिंग या ग्रिड रूटिंग कहा जाता है यहां यह विचार है कि हमारे पास ब्लॉक का एक सेट है जिसे इस अर्थ में भी बाधाओं के रूप में माना जा सकता है कि हम उन क्षेत्रों को इंटरकनेक्ट के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं लाइनों को चलाने के लिए और पिन का एक सेट जिसे कनेक्ट करने की आवश्यकता है ग्रिड रूटिंग का कहना है कि हमें पिन को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजना होगा और पूरी वायरिंग को एक परत पर पूरा करना होगा यह एक बहुत ही विशिष्ट आवश्यकता है ग्लोबल रूटिंग और विस्तृत रूटिंग साथ साथ चलती हैं ग्लोबल रूटिंग चिप्स में अधिक जटिल समस्या के लिए लागू होती है जहां कई मॉड्यूल या ब्लॉक हैं इंटरकनेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेट अप पिन हैं इसलिए प्रत्येक अंतर्संबंध जाल के लिए आप उन क्षेत्रों का अनुमानित क्रम निर्धारित करने का प्रयास करेंगे जिनके माध्यम से नेट गुजरते हैं और एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिए हमारे पास इंटरकनेक्शन या वायरिंग आवश्यकताओं का पूरा विनिर्देश है इसलिए अब विस्तृत रूटिंग के चरण में हम वास्तव में उन रूटिंग क्षेत्रों में सटीक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धातु खंडों को असाइन करते हैं इंटर कनेक्शन पूरा करने के लिए इसलिए सामान्य रूटिंग की समस्या जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं आपके पास बाउंड्री पर पिंस के साथ ब्लॉक का एक सेट है आपके पास सिग्नल नेट का एक सेट है जिसे कनेक्ट करने की आवश्यकता है और ये ब्लॉक लेआउट सतह पर ब्लॉक के स्थान पर पहले से ही रखे गए हैं उद्देश्य निश्चित रूप से उपयुक्त पथ खोजना है जिसके माध्यम से आप आवश्कतानुसार पिन को जोड़ने के लिए तारों को चला सकते हैं और निश्चित रूप से आपको कुछ उद्देश्य मानदंडों को कम करना होगा अब परिदृश्य के आधार पर आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर उद्देश्य मानदंड भिन्न हो सकते हैं तो आइए हम कुछ अधिक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ मानदंडों को देखें जिन्हें लोगों ने संबोधित करने का और अनुकूलन का प्रयास किया है इसलिए आप रूटिंग तारों की चौड़ाई को कम करने की कोशिश कर सकते हैं या एक राउटिंग का कुल क्षेत्र जिसे आप कम से कम करना चाहते हैं आप जहां भी संभव हो आसन्न तारों के बीच अलगाव को कम करना चाहते हैं रूटिंग लेयर्स की संख्या ये हम उदाहरण के लिए कम से कम करने की कोशिश करेंगे आप कह सकते हैं कि अच्छी तरह से मैं एक एकल धातु की परत में अपनी रूटिंग को पूरा कर सकता हूं यह सबसे अच्छी बात है जो आपके पास हो सकती है लेकिन हम बाद में देखेंगे कि विलक्षण मार्ग अक्सर संभव नहीं है आपको 2 परतों की आवश्यकता हो सकती है लेकिन अगर आपके पास 2 से अधिक परतें उपलब्ध हैं तो संभवतः आपके पास अधिक कॉम्पैक्ट या क्षेत्र कुशल मार्ग हो सकता है परतों के पार एक दूसरे का अंतरसंबंध चित्र में आता है यह एक और समस्या है जिसे हमें संबोधित करना है और निश्चित रूप से अंतिम बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम विशेष रूप से बाद में निपटाएंगे यह हमें कुछ निश्चित समय की कमी को पूरा करना है तो आइए अब हम एरिया राउटिंग या ग्रिड राउटिंग की समस्या पर आते हैं तो ग्रिड रूटिंग क्या कहता है यह कहता है कि लेआउट सतह को ग्रिड सेल के एक आयताकार सरणी से बना माना जाता है तो यह कुछ इस तरह है जैसे मेरे पास मेरी आयताकार लेआउट सतह है इसलिए हम मानते हैं कि कुल क्षेत्र को कुछ ग्रिड सेल में विभाजित किया गया है जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित हैं अब सभी लाइनों और ब्लॉकों को इन ग्रिड कोशिकाओं के लिए उदाहरण के लिए संरेखित किया जाएगा मान लीजिए कि मैं यहां एक ब्लॉक रखना चाहता हूं तो इसे इस ग्रिड सेल से जोड़ दिया जाएगा यह एक ब्लॉक है जिसे मैंने रखा है अब मान लीजिए मैं कुछ इंटरकनेक्शन लाइनें चलाना चाहता हूं तो हम कुछ उदाहरण देते हैं कहते हैं कि मैं इस तरह से एक लाइन चलाना चाहता हूं यह 1 इंटरकनेक्शन लाइन है मैं एक और इंटर कनेक्शन लाइन चलाना चाहता हूं जैसे कि यह कहूं अब जब आप सिलिकॉन की सतह पर एक ही परत पर लाइनों का एक सेट चलाते हैं तो मान लें कि वे समानांतर में चल रहे हैं तो आपको कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा मानदंड के अनुसार आप को इन पंक्तियों की न्यूनतम चौड़ाई प्रतिबंधों को पूरा करना है इन्हें आम तौर पर लंबाई की एक मूल इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे फीचर साइज कहा जाता है मान लें कि यह चौड़ाई 3 लाइनों के बीच अलग हो गई है 2 लाइनें हो सकती हैं 3 हो सकती हैं तो ये ऐसी बाधाएँ हैं जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इस ग्रिड प्रतिनिधित्व में प्रत्येक ग्रिड का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें वह रेखा शामिल हो सके जो उसके माध्यम से चल रही है और पृथक्करण भी तो विचार यह है कि अगर इस तरह के 2 आसन्न ग्रिड सेल हैं तो आप चौड़ाई और पृथक्करण की बाधाओं के बारे में चिंता किए बिना सुरक्षित रूप से एक दूसरे के समानांतर 2 लाइनें चला सकते हैं उदाहरण के लिए ग्रिड सेल काफी बड़े होने चाहिए इस उदाहरण में ग्रिड सेल की चौड़ाई न्यूनतम 5 होगी इसलिए यह विचार है तो ग्रिड में इन सेल को वे या तो बाधाओं के रूप में या मुफ्त सेल के रूप में दर्शाते हैं जिसके माध्यम से हम अंतर्संबंध को चला सकते हैं कुछ ब्लॉकों की तरह जो पहले से ही 2 आयामी सतहों पर रखे गए हैं वे बाधाओं के रूप में काम कर सकते हैं इसलिए हम उन्हें ग्रिड पर गहरे रंग से रंगकर दिखाएंगे और कुछ जाल जो पहले से बिछाए गए हैं उन्हें भी बाधाओं के रूप में दिखाया जाएगा क्योंकि भविष्य में जाल के कनेक्शन के लिए हमें उन जालों को पार नहीं करना चाहिए जो पहले से ही बिछाए गए हैं अब इस रूटिंग उप समस्या में जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था हम एक एकल परत पथ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम एक धातु की परत से दूसरे तक पार नहीं कर रहे हैं इसलिए 2 आयामी ग्रिड पर 2 अंक दिए गए हैं हमें स्रोत बिंदु से गंतव्य या लक्ष्य बिंदु से जुड़ने के लिए ग्रिड सेल के अनुक्रम का पता लगाना होगा तो समस्या को इस तरह देखा जा सकता है इस आरेख में यदि आप देखें तो यहाँ हमने सेल का 2 डायमेंशनल ऐरे दिखाया है जहाँ यह डार्क ब्लॉक उस बाधा को दर्शाता है जिसके माध्यम से आप तारों को नहीं बिछा सकते मान लीजिए कि मेरे पास एक स्रोत और एक लक्ष्य बिंदु है जिसे मुझे कनेक्ट करना है और बता दें कि कुछ राउटिंग एल्गोरिथ्म ने इस तरह से एक रास्ता खोज लिया है जिसे छायांकित दिखाया गया है बाद में मुझे S और T अंक का एक और सेट हो सकता है जिसे हम इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं तो उस समय के दौरान इन छायांकित बिंदुओं को बाधाओं के रूप में माना जाएगा क्योंकि वे पहले ही यहां एक लाइन बिछा चुके हैं इसलिए ये सेल अन्य युग्म रेखाओं को बिछाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं अब ग्रिड रूटिंग एल्गोरिदम को मुख्य रूप से मेज़ राउटिंग और लाइन सर्च एल्गोरिदम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि हम देखेंगे इसलिए मेज़ राउटिंग एल्गोरिथ्म के तहत जहां हम यह मान रहे हैं कि 2 आयामी स्थान ग्रिड या सेल में विभाजित है जैसा कि मैंने अभी कहा है इसलिए 2 आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिदम पर ली के एल्गोरिथ्म और हैडलॉक के एल्गोरिदम पर चर्चा की जाएगी फिर हम लाइन सर्च एल्गोरिथ्म की ओर बढ़ेंगे जो हम देखेंगे कि वे गणना समय के संदर्भ में अधिक कुशल हैं जो समाधान की गुणवत्ता के मामले में उतना कुशल नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ भी हम कुछ एल्गोरिदम देख रहे हैं और अंत में स्टाइनर ट्री आधारित दृष्टिकोणों पर एक संक्षिप्त चर्चा की जाएगी अब मेज़ राउटिंग एल्गोरिदम के साथ शुरुआत करके यहाँ संपूर्ण रूटिंग सतह को सेल के 2 आयामी ग्रिड द्वारा दर्शाया गया है इन बातों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है आप देख रहे हैं कि हम यह मान रहे हैं कि सभी पिन सभी इंटरकनेक्शन तार और अवरोधों के लिए जो अवरोधक बॉक्स हैं वे सभी ग्रिड लाइनों के संबंध में संरेखित हैं जैसे यदि आप ग्रिड सेल का 2 आयामी सरणी रखते हैं तो सब कुछ ग्रिड लाइनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के साथ संरेखित किया जाएगा तो आप एक ब्लॉक नहीं रख सकते हैं ताकि यह आधा सेल कवर कर रहा है और आधा सेल कवर नहीं है यह ऐसा नहीं है सेल के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सीमाओं के संबंध में सब कुछ गठबंधन किया जाना है इसलिए सेल के आकार को एक उपयुक्त तरीके से चुना जाना चाहिए वे इतने बड़े होने चाहिए कि तारों को और पूरे वायर रिक्ति को भी समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों जब वे चल रहे हैं ताकि 2 तार 2 ग्रिड सेल के सेट पर समानांतर पर चल सकें बिना किसी न्यूनतम पृथक्करण बाधा के तो जिस खंड पर तार चलते हैं वे भी संरेखित हैं जैसा कि मैंने कहा था ग्रिड सेल के आकार को उचित रूप से परिभाषित किया गया है ताकि विभिन्न जालों के लिए तारों को आसन्न सेल के माध्यम से पार किया जा सके और अगर हम उचित आकार देते हैं तो हमें यकीन है कि लाइनों की चौड़ाई और दूरी के बारे में हमारी बाधाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और ये मेज़ राउटर वे वास्तव में एक समय में एक ही जोड़ी बिंदुओं को जोड़ते हैं हम बाद में देखेंगे कि यह प्रतिबंध कैसे टाला जा सकता है हम बहु बिंदु जाल के रूप में अच्छी तरह से कर सकते हैं तो हम इस प्रक्रिया को देखते हैं फिर हम एक उदाहरण की मदद से इसका वर्णन करेंगे तो ली का एल्गोरिथ्म सबसे बुनियादी और शास्त्रीय मेज़ राउटिंग एल्गोरिथ्म है यह अवधारणा में बहुत सरल है और कुछ बहुत ही रोचक विशेषता यह है कि यह कहता है कि क्या बिंदुओं की जोड़ी के बीच एक पथ मौजूद है S और T तो यह हमेशा पाया जाएगा इतना ही नहीं ली का एल्गोरिथ्म सबसे कम संभव पथ को खोजने की गारंटी देता है अनिवार्य रूप से यह चौड़ाई पहले खोज का उपयोग करता है प्रारंभ बिंदु S से शुरू करके यह सभी आसन्न सेल के स्तर की खोज करके एक चौड़ाई को पहले खोज करने की कोशिश करता है जैसे कि एक लहर सामने निकलती है तो एक ध्वनि के स्रोत की कल्पना करें आप एक कंपन बनाते हैं ध्वनि तरंगें तरंग मोर्चों के रूप में सभी दिशाओं में निकलती हैं मानो सभी दिशाओं में तरंग के मोर्चे बढ़ रहे हैं और आप तब तक जा सकते हैं जब तक कि यह लक्ष्य बिंदु को छू या पा नहीं लेता इसलिए एक बार जब आप यह जानते हैं कि यह लहर की सबसे छोटी दूरी है तो इसे यात्रा करना चाहिए ताकि T पॉइंट लक्ष्य बिंदु तक पहुंच सके तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं या उस मार्ग का पता लगा सकते हैं जिसके माध्यम से T और S को जोड़ा जा सकता है यह मूल विचार है इस एल्गोरिथ्म की कुछ अच्छी विशेषताओं में से कुछ यह नहीं है कि ग्रिड के लिए समय जटिलता है आपको आवश्यकता समय की है न केवल यह कि अंतरिक्ष जटिलता भी है क्योंकि हम संपूर्ण ग्रिड 2 आयामी ग्रिड का प्रतिनिधित्व एक डेटा संरचना के रूप में कर रहे हैं जिस पर आप एल्गोरिथ्म चला रहे हैं तो समय और स्थान की जटिलताएं बदतर स्थिति में हैं तो इस एल्गोरिथ्म में मोटे तौर पर 3 चरण होते हैं चरण 1 तरंग प्रसार चरण कहलाता है यह एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है तो क्या किया जाता है कि चरण i के दौरान i 1 से शुरू होता है फिर 1 2 3 इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो जो ग्रिड सेल S से i मैनहट्टन की दूरी पर होते हैं उन सभी पर i के साथ लेबल लगाया जाता है इसका क्या मतलब है मैं केवल एक सरल आरेख की मदद से वर्णन करता हूँ मान लीजिए कि आपके पास 4x4 का एक साधारण ग्रिड सेल है मान लीजिए कि मेरा पॉइंट S यहां है तो यह प्रक्रिया क्या कहती है कि मैं कल्पना करता हूं कि सभी सेल जो हम सभी के मैनहट्टन की दूरी पर हैं हम के साथ शुरू करेंगे S से i की दूरी को मान के साथ लेबल किया जाएगा तो जिन 4 सेल पर लेबल लगाया गया है वे 1 की मैनहट्टन दूरी की तरह हैं यहाँ यहाँ और यहाँ हैं वे सभी एक से लेबल हैं फिर हम अगले चरण पर जाते हैं उन सेल के साथ शुरुआत करते हैं जिन्हें पड़ोसी सेल जैसे मार्क किया गया है तो पड़ोसी उन सेल का प्रतिनिधित्व करेंगे जो S से 2 की मैनहट्टन दूरी पर हैं फिर आप 3 के बराबर चलते हैं आप 2 के साथ चिह्नित सेल को देखें पड़ोसियों 3 3 3 और 3 पर जाएं तो आप किसी भी सेल को देखते हैं जो 3 पर चिह्नित है 3 के रूप में आप किसी भी सेल को लेते हैं इसमें मैनहट्टन दूरी 3 से लेकर S तक होगी किसी भी अन्य 3 1 2 3 को लेने के लिए ये लेबल वास्तव में शुरुआती बिंदु S से मैनहट्टन की दूरी को इंगित करते हैं इसलिए आप कोशिकाओं को इस तरह लेबलिंग करते हैं और यह लेबलिंग तब तक जारी रहती है जब तक कि लक्ष्य सेल T को चिह्नित नहीं किया जाता है मान लीजिए कि हमें उसे लेबल करने के लिए L चरणों की आवश्यकता है तो L सबसे छोटी पथ की लंबाई को इंगित करेगा क्योंकि हम मैनहट्टन की दूरी के संबंध में एक चौड़ाई खोज कर रहे हैं हम 1 पर मैनहट्टन की दूरी पर सभी सेल का दौरा कर रहे हैं फिर दूरी 2 फिर दूरी 3 इस तरह से आप आगे बढ़ना जैसे ही आप लेबल L के साथ सेल तक पहुँचते हैं जिसका अर्थ है कि हम पहले ही सेल तक पहुँच चुके हैं और L आपकी न्यूनतम संख्या है कह सकते हैं कि आपको वहाँ पहुँचने के लिए ट्रैवर्स करना होगा जो सबसे छोटा रास्ता है इसलिए यदि आप T तक नहीं पहुंच सकते हैं तो प्रक्रिया विफल हो जाएगी और आप एक ऐसे चरण पर पहुंच जाएंगे जहां आप किसी भी नई ग्रिड सेल को अगले चरण में लेबल नहीं कर सकते जिसका अर्थ है कि पथ मौजूद नहीं है या दूसरी बात यदि आपके पास कुछ ऊपरी सीमा M है तो आपके द्वारा कहे गए पथ की लंबाई मेरा पथ M से अधिक नहीं होना चाहिए यदि मैं देखूं कि मैं M तक पहुँच गया हूँ लेकिन फिर भी पथ नहीं मिला है तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि M से कम या उसके बराबर लंबाई का कोई पथ नहीं यह है यह चरण 1 है अब इसे लेबल करने के बाद चरण 2 में पुनरावृत्ति चरण शामिल हैं इसलिए लक्ष्य सेल T से हम व्यवस्थित रूप से स्रोत सेल की ओर जाते हैं अब यहाँ एक बात आपको समझ में आती है आइए हम इस चित्र को फिर से देखें जो मैंने तैयार किया है मान लें कि हम इस सेल पर विचार करते हैं तो चलिए हम इसे लक्ष्य कहते हैं इसलिए एक बार जब आपके पास 3 के लेबल के साथ एक सेल होता है तो 3 से हम 1 कम 2 के लेबल के साथ एक सेल में जाने की कोशिश करेंगे इसलिए आप यहाँ देखते हैं कि 2 विकल्प हैं या तो आप यहाँ जा सकते हैं या आप यहाँ जाएँ मान लें कि मैं यहां जाता हूं इस 2 से फिर आप एक सेल पर जाते हैं जो कि 1 के रूप में चिह्नित है तो यहां फिर से 2 विकल्प हैं या तो आप यहां जा सकते हैं या आप यहां आ सकते हैं मान लीजिये मैं यहां जाता हूँ और एक बार मुझे १ मिल जाता है मुझे पता है कि 1 का आसन्न सेल यह पता लगाने के लिए है कि यह कहां है तो यह वह क्रम है जिसे आपको वापस ट्रेस करना होगा 3 से लेबल वाली सेल से शुरू होकर आप 2 के साथ लेबल वाले सेल पर जाते हैं 1 से लेबल वाले सेल पर और इसी तरह आप प्रत्येक चरण पर देख सकते हैं कि कई विकल्प या संभावना हो सकती है तो सेल का एक विकल्प है जैसा कि मैंने कहा था लेकिन आप कुछ सरल उत्तराधिकारियों का पालन कर सकते हैं जैसे कि जब तक आवश्यक न हो दिशा बदलने की कोशिश न करें इसका मतलब है हम मोड़ की संख्या को कम करने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए इस T से S तक आप इस तरह से एक पथ का अनुसरण कर सकते हैं लेकिन इस उदाहरण में निश्चित रूप से किसी भी पथ के लिए 1 मोड़ होगा लेकिन आपके पास एक परिदृश्य हो सकता है जहां S से T के लिए कह सकते हैं कि आपके पास इस तरह से रास्ता या तो आपके पास एक रास्ता हो सकता है दोनों समान लंबाई के हैं लेकिन दूसरे रास्ते में अधिक संख्या में मोड़ हैं अब वीएलएसआई रूटिंग में मोड़ की संख्या जितनी कम होगी उस मामले में इंटरकनेक्शन की विश्वसनीयता अधिक होगी इसलिए चरण २ में हम सहज रूप से मोड़ की संख्या को कम करने की कोशिश करते हैं और चरण 3 में एक बार जब आपको कोई रास्ता मिल जाता है तो आप चरण 1 के दौरान लेबल की गई सभी सेल को साफ़ कर देते हैं और जिस पथ की पहचान कर ली गई है आप उन्हें अब बाधा के रूप में बनाते हैं क्योंकि अगले रूटिंग चरण के लिए ये सेल पहले से ही निर्धारित हैं और वे बाधाओं के रूप में कार्य करेंगे तो तरंग प्रसार प्रक्रिया मैंने समझाने की कोशिश की है खोज जटिलता तरंग प्रसार प्रक्रिया के समान है यह एक चौड़ाई खोज फैशन में जाती है इसलिए आइए हम एक उदाहरण पर काम करने की कोशिश करें आइए हम एक समस्या का उदाहरण इस तरह से लेते हैं जहां मेरे पास ग्रिड सेल का एक समूह है जिसमे 6 पंक्तियाँ और 7 स्तंभ हैं काले रंग में चिह्नित कुछ सेल पहले से ही भरी हुई हैं वे बाधाएं हैं आप इनका इस्तेमाल राउटिंग के लिए नहीं कर सकते यह आपका स्रोत है यह आपका लक्ष्य है और आपको स्रोत से लक्ष्य तक का रास्ता खोजना होगा तो हम शुरू करते हैं चरण 1 के लिए जैसा कि मैंने कहा कि हमने उन सेल का पता लगाने की कोशिश की जो S से 1 की दूरी पर हैं और उन्हें 1 के साथ लेबल करें ऐसे 3 सेल हैं अगले चरण में 1 के पड़ोसी सेल को 2 के रूप में चिह्नित किया जाएगा इसलिए आप देखते हैं कि यह सेल 2 होगी यह 2 है यह 2 है यह 2 है और यह 2 है इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण में पड़ोसी सेल को 2 के लिए जैसे यह इस सेल इस सेल और इस सेल में होगा उन्हें 3 के रूप में चिह्नित किया जाएगा फिर अगले चरण में यह 4 होगा यह 4 होगा और यह 4 होगा फिर इस तरह 5 यह 5 होगा यह होगा 5 यह 5 होगा फिर यह 6 होगा यह 6 होगा यह 6 होगा और यह 6 होगा ये 4 सेल तब 7 1 2 3 4 4 7 सेल होंगे तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि आप एक चरण में पहुंच गए हैं जहां यह 7 आपके द्वारा लेबल किया गया सेल लक्ष्य के निकट है तो आप लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं तो यहां से आप समाधान का पता लगाने के लिए T से S तक का मार्ग दोहरा सकते हैं अब आप देखते हैं कि 2 विकल्प हैं या तो आप इस तरह से एक पथ का अनुसरण कर सकते हैं जैसे कि इस तरह से या आप 7 6 5 तब 4 फिर 3 2 1 का अनुसरण कर सकते हैं इसलिए यहां एक और मोड़ है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अंगूठे का नियम तब तक दिशाओं को बदलना नहीं है जब तक इसकी आवश्यकता न हो तो 7 से हम एक आसन्न सेल 6 का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो उसी तरह की दिशा में है यह पुनरावृत्ति का चरण है फिर 6 से हम 5 फिर 5 से 4 के साथ एक सेल का पता लगाने की कोशिश करते हैं फिर आप देखते हैं कि एक ही दिशा में कुछ भी नहीं है तो आप 3 के लेबल के साथ पड़ोसी को देखते हैं यह इस तरफ है 3 फिर से 2 की तलाश करें 1 की तलाश करें फिर हम जानते हैं कि S आसन्न है इसलिए आपको एक रास्ता सही मिला तो यह आपका चरण 2 है अब इस चरण के पूरा होने के बाद आप तीसरे चरण के दौरान क्या करते हैं तीसरे चरण में आपने सभी लेबल साफ़ कर दिए हैं और आपने जो भी रास्ता निकाला है उसे अब बाधाओं के रूप में चिह्नित किया जाएगा अब अगले चरण में हो सकता है कि आप एक और जोड़ी बना रहे हों मान लें कि यह सेल आपका स्रोत होगा यह सेल आपका लक्ष्य होगा फिर से हम स्रोत से वेव फ्रंट प्रोपैगेशन शुरू करेंगे जहां इन सेल को लक्ष्य के रूप में चिह्नित किया जाएगा अब देखें कि हमने एक विधि पर चर्चा की है जो अवधारणा में सरल है और यह भी गारंटी देता है कि यह आपको न्यूनतम लंबाई समाधान या सबसे छोटा रास्ता देगा जब भी यह एक मिल सकता है क्योंकि आप प्रत्येक चरण में सभी पथों को समान रूप से खोज रहे हैं 1 की दूरी 2 की दूरी 3 की दूरी सभी सेल जो कि i की दूरी पर हैं हम समानांतर में विचार कर रहे हैं इसलिए यदि एक चरण के बाद लंबाई 1 का सबसे छोटा रास्ता मौजूद है तो आपको उस पथ को खोजने की गारंटी है और यह उस बिंदु को स्पर्श करेगा इसलिए हमारे अगले व्याख्यान में हम इस योजना की स्मृति आवश्यकताओं के बारे में कुछ मुद्दों पर गौर करेंगे इस कलन विधि में कितनी स्मृति के लिए कुछ सरल गणना और कुछ तरीकों की आवश्यकता हो सकती है जिसमें आप समय के साथ साथ स्मृति या भंडारण जटिलता में भी कमी कर सकते हैं इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं